तो इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यानों में आपका स्वागत है और यह स्टोक्स थ्योरम पर एक व्याख्यान संख्या 9 है इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि स्टोक्स थ्योरम क्या है और मूल रूप से यह ग्रीन थ्योरम का सामान्यीकरण है इसलिए हमने पहले ही पिछले व्याख्यानों में ग्रीन थ्योरम पर चर्चा की है तो ग्रीन थ्योरम को याद करने के लिए R एक ऐसा क्षेत्र हो जिसकी सीमा एक साधारण बंद वक्र C है तो हमारे पास एक क्षेत्र R है और इसकी सीमा इस सरल बंद वक्र C द्वारा दी गई है और हम लेते हैं कि यह चिकनी वेक्टर क्षेत्र है स्मूथ का मतलब है और वो फंक्शन हैं दोनों R के साथ साथ वक्र C पर फिर ग्रीन थ्योरम कहता है कि यह के बराबर है जहां इंटीग्रैंट अब इन 2 पार्शियल डेरिवेटिव का अंतर है इसलिए और इसलिए अब हम जो देखते हैं उसके बाद हम इस ग्रीन थ्योरम को थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे तो अब यह यहां परिणाम है कि इस वक्र इंटीग्रल को इस क्षेत्र इंटीग्रल के रूप में लिखा जा सकता है और अब अंतर यह है कि दो पार्शियल डेरिवेटिव के इस अंतर के बजाय हम इसे के रूप में भी लिख सकते हैं तो कर्ल क्या है तो यह कर्ल होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट इस मामले के साथ किया जाएगा तो हम इस तीसरे घटक के लिए जाएंगे जो केवल जीवित रहेगा अन्य सभी गायब हो जाएंगे जबकि यह डॉट प्रोडक्ट के लिए जा रहा है तो यह के साथ हमारे पास यह हैं तो यह तीसरा घटक होगा और फिर हमारे पास कुछ होगा और फिर हमारे पास कुछ और होगा तो इस कर्ल के साथ यदि आप इस यूनिट वेक्टर के साथ एक डॉट प्रोडक्ट डालते हैं तो हमें यह मिलेगा यह वास्तव में ग्रीन थ्योरम में इस क्षेत्र के इंटीग्रल अंग है तो इस इंटीग्रैंट को लिखने के बजाय हम यह भी लिख सकते हैं तो यह अब विचार है कि हम इस ग्रीन थ्योरम को इस समीकरण के रूप के साथ एक उच्च आयाम में सामान्यीकृत कर सकते हैं तो यहाँ इस ग्रीन थ्योरम के लिए एक प्लेन के लिए कहा गया था तो यहां हमारे पास क्षेत्र था और यह कर्ल भी में था इसलिए यदि हम इसे 3 आयामों में सामान्यीकृत करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब xyz है और एक वक्र है जो 3 आयामों में दिया गया है और फिर इस वक्र द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्र एक सतह होगा तो अब उस नए परिणाम का क्या होगा जो अब सामने आएंगे तो फिर से प्लेन में ग्रीन थ्योरम इसके द्वारा दिया गया था तो अब हम 3D स्पेस में एक बंद वक्र होने देते हैं तो 2D स्पेस के बजाय हम 3D स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं जो एक सतह की सीमा बनाता है तो स्वाभाविक रूप से अगर हम 3D स्पेस में एक वक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो इसकी सीमा एक ऐसी सतह होगी जिसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है तो मान लीजिए इसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर है फिर लगातार अवकल वेक्टर क्षेत्र के लिए जो 3 आयामों के लिए भी परिभाषित है और इस मामले में हमारे पास परिणाम है कर्व इंटीग्रल वह इंटीग्रल जो हमारे पास ग्रीन थ्योरम में है वो बराबर होगा तो हमारे पास हैं वहाँ भी हमारे पास कर्ल है और ग्रीन थ्योरम में डॉट उत्पाद के साथ था और प्लेन xy के लिए यूनिट नॉर्मल था तो हमारे पास वक्र है और हमारे पास xy प्लेन में यह क्षेत्र D है तो मूल रूप से यह D के लिए सामान्य था क्षेत्र D के लिए अब हमारे पास एक ही स्थिति है तो इस के बजाय अब हमारे पास यहां सतह के लिए सामान्य एक इकाई है यह पहले भी सतह के लिए सामान्य इकाई थी लेकिन सतह xy प्लेन में थी तो यूनिट सामान्य थी लेकिन अब हम सतह के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह सामान्य है हमने यहां को दर्शाया है तो अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लाइन इंटीग्रल की दिशा में C के आसपास और सामान्य दाएं हाथ के अर्थ में उन्मुख है क्योंकि अब यह महत्वपूर्ण है इस वक्र इंटीग्रल का मान बदल जाएगा अगर हम घड़ी की दिशा में जाएंगे यहाँ यह यूनिट सामान्य है तो प्रत्येक बिंदु पर वे दो सामान्य होंगे एक बाहरी सामान्य में या आवक सामान्य जो कुछ भी हम कहते हैं वह 2 सामान्य होगा तो अब जब यह वास्तव में समानता होगी अन्यथा शून्य चिह्न के साथ एक समस्या होगी इसलिए जब यह समानता होगी तो हमें यह समझना होगा कि वक्र का अभिविन्यास क्या होना चाहिए और सामान्य का अभिविन्यास क्या होना चाहिए तो यह इसके साथ होना चाहिए और इसे समझने के लिए एक तरीका यह होगा कि आप सोचते हैं कि मान लीजिए कि यहां आपके पास इस वक्र पर यूनिट सामान्य है और अब अगर हम इसके माध्यम से चलते हैं तो मान लीजिए यह एक आदमी इस स्थिति में खड़ा है जिसका सिर वास्तव में यह तीर है और यदि वह इस वक्र के चारों ओर चलता है तो सतह बाएं हाथ की ओर होनी चाहिए तो यह समझने का एक तरीका है तो फिर से दोहराने के लिए आइए हम यहां खड़े हों और फिर इस बिंदु पर एक सामान्य आरेखित करें और फिर अगर वह इस दिशा में चलना शुरू करता है तो हमारे बाएं हाथ पर कोई सतह नहीं है इसलिए हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते वरना दिक्कत हो जाएगी हमें सामान्य स्थिति को दूसरी दिशा में ले जाना होगा तो अगर आप चाहते हैं कि हमने इस दिशा में सामान्य को तय किया है तो हमें इस दिशा में चलने की आवश्यकता है ताकि सतह हमारे लिए बाईं ओर पड़े तो यह एक तरीका है इसे समझने का दूसरा तरीका है कि हम हमेशा इस दाएं हाथ की प्रणाली को ले सकते है तो मान लीजिए कि यह सामान्य दिशा है जिसे हमने किसी भी बिंदु पर लिया है और फिर हम इस दाएं हाथ की प्रणाली के साथ जाते हैं तो यह सामान्य दिशा सुझाव देती है कि यह रोटेशन इस दिशा में होगा तो रोटेशन इस दिशा में होगा और अंत में यह हमें सुझाव दे सकता है कि वक्र C पर रोटेशन क्या होगा तो यह अभिविन्यास के संबंध में C के अभिविन्यास की दिशा को समझने का एक तरीका है तो हम इसके साथ जाएंगे तो फिर से हम वक्र पर एक सामान्य आरेखित करें और फिर हम दिशा के माध्यम से चलेंगे और यह सतह होनी चाहिए जो हमारे लिए छोड़ दी जाए इसलिए यदि आप इस दिशा में चल रहे हैं तो सामान्य को अन्य दिशाओं में होना चाहिए ताकि फिर से वही बात हो कि जब हम इसके चारों ओर चलते हैं तो सतह हमारे लिए छोड़ दी जाएगी इसलिए अब इस ज्ञान के माध्यम से हम जा सकते हैं तो यहाँ सिर्फ एक अनुक्रमणिका है कि अगर यह कर्ल 0 है तो इसका मतलब है कि अगर ईरर्रोटेशनल है या रूढ़िवादी है इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं फिर स्टोक्स थ्योरम हमें सुझाव देता है कि यह 0 होने जा रहा है क्योंकि यह कर्ल 0 है और स्टोक्स थ्योरम कहता है कि यह सतह इंटीग्रल के बराबर है और यदि यह कर्ल 0 है तो सतह इंटीग्रल 0 हो जाएगा और हमारे पास यह वक्र इंटीग्रल 0 के बराबर है तो हम इस समस्या में इस गोलार्ध के लिए स्टोक्स थ्योरम को सत्यापित करें तो यह सिर्फ के लिए हेमीस्फियर है तो xy प्लेन पर ऊपरी हिस्सा और इसकी सीमा z 0 प्लेन पर है तो सीमा निश्चित रूप से z 0 प्लेन xy प्लेन पर है और वेक्टर फील्ड द्वारा दी जाती है इसलिए स्टोक्स थ्योरम को सत्यापित करने के लिए हमें इस वक्र इंटीग्रल को दाएं हाथ की ओर सतह इंटीग्रल से सत्यापित करने की आवश्यकता है हम पहले से ही जानते हैं कि सतह इंटीग्रल की गणना कैसे करनी है तो यह स्थिति यहां है हमारे पास यह हेमीस्फियर है और इसकी सीमा यहां xy प्लेन पर इस सर्कल द्वारा दी गई है तो फिर से विचार एक ही है अगर हम बाहरी सामान्य लेते हैं और हम इस दिशा में यहां इस वक्र के साथ चलते हैं तो सब कुछ लाइन में है सतह हमारे बाईं ओर है तो हम सर्किल सीमा के लिए इसे घड़ी की विरोधी दिशा में बाहरी सामान्य लेंगे तो हम आसानी से वृत्त के पैरामीट्रिक समीकरण को लिख सकते हैं तो यह था रेडियस 9 का एक चक्र तो तो हम इससे बाहर गणना कर सकते हैं इसलिए तो तो और इसलिए हमने इस पैरामीट्रिक फॉर्म को भी प्रतिस्थापित किया है और फिर हमें इस वक्र इंटीग्रल की आवश्यकता है तो और हमारे पास यह 9 कारक है तो यह इंटीग्रल हम जानते हैं कि यह के बराबर है तो 0 से करने के लिए है तो हमारे पास 9 है और फिर वहां मान है तो हमारे पास है जो वक्र इंटीग्रल का मूल्य है और अब दूसरे मामले में आप इस दाएं पक्ष के इंटीग्रल पर विचार करेंगे जहां हमें इस हेमीस्फेरे पर सतह इंटीग्रल की गणना करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तो अब हमारे पास सतह S है हमारे पास f हैं सतह का समीकरण यह फ़ंक्शन और वेक्टर क्षेत्र है तो हमें इस कर्ल की गणना करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि यह डेटर्मिनेन्ट तो इस मामले में और फिर यह 0 दे देंगे वह प्रोडक्ट भी 0 होने जा रहा है और फिर इस के लिए भी हमारे पास यह के लिए है हमारे पास 1 है और फिर से 1 इसलिए वहाँ मान है तो यह कर्ल है और फिर हमें इस सतह के लिए यूनिट सामान्य वेक्टर को जानने की आवश्यकता है जो यह और इसकी गणना की जा सकती है अब हमारे पास यह f है तो ऐसा ही होगा तो यह है और इस मॉड्यूलस के साथ इस निरपेक्ष को विभाजित करने के लिए हमें मिलेगा तो यह 2 बाहर आ जाएगा और फिर हमारे पास फिर से डिनोमिनेटर में है और फिर हमारे पास नुमेरटर है तो सतह पर यह उस वैल्यू को 9 दिया जाता है इसलिए हमारे पास यह है तो यह 4 इस 2 के साथ रद्द हो जाएगा और फिर हमारे पास है यह सतह के किसी भी बिंदु पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस या यह हेमीस्फेरे है तो हमें इस सतह को प्राप्त करने की आवश्यकता है तो हम पहले से ही यह जानते हैं हम जानते हैं तो हम इस डॉट प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं तो वहाँ केवल कारक है तो यह z 3 और 2 के साथ होगा इसलिए यह है यह इस इंटेग्राण्ट का परिणाम है और फिर ds के लिए हमें इस कारक की आवश्यकता है जिसे हमने सतह इंटीग्रल पर चर्चा की है इसका मतलब है कि हमें इस के साथ प्राप्त करने और डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता है इस मामले में क्योंकि हमने xy प्लेन पर उस सतह को प्रक्षेपित किया है और एक बार जब आपने xy प्लेन पर प्रक्षेपित किया है तो यह रेडियस 9 के साथ एक डिस्क है जिसकी सीमाएं केवल रेडियस 9 का एक वृत्त हैं इसलिए हमने इस xy प्लेन पर प्रक्षेपित किया है इसलिए हमें यहां मौजूद वेक्टर के साथ इस डॉट प्रोडक्ट को भी गुणा करना होगा जो यहाँ हैं और अब हम यह सरल कर सकते हैं तो यह है और फिर हमें इसकी गणना करने की आवश्यकता है जो के रूप में आएगा इसलिए यह 36 है और फिर परिणाम के रूप में यह सिर्फ 6 वहाँ होगा और यहां इस डॉट प्रोडक्ट के साथ इसलिए यह निरपेक्ष मान 2 z के रूप में आ रहा है क्योंकि z सकारात्मक है तो यह xy प्लेन का प्रोजेक्शन हैं यह x था और फिर y था तो यह प्रोजेक्शन है इस डिस्क पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं जहां हमें यह प्रदर्शन करना है यह एकीकरण और यह एकीकरण और कुछ भी नहीं बल्कि क्षेत्र है क्योंकि यह उस डिस्क का क्षेत्र है तो यह हैतो तो यह है तो यह इंटीग्रल है जो हमें लाइन इंटीग्रल के माध्यम से भी मिला है तो लाइन इंटीग्रल और सतह इंटीग्रल मान समान हैं तो यह स्टोक्स थ्योरम की पुष्टि करता है यहां एक और समस्या सामने आ रही है फिर से हम स्टोक्स थ्योरम को सत्यापित करेंगे लेकिन अब फ़ंक्शन वेक्टर क्षेत्र में थोड़ा अधिक जटिल है और हम पहले क्वाड्रेंट में पड़े प्लेन की सतह xyz1 को ले लेंगे तो यह स्थिति है यह वह प्लेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो इस पहले क्वाड्रेंट में है जो ABD द्वारा दिया गया है तो यह x अक्ष पर A पर यहां कटौती है 100 फिर यहाँ 010 y अक्ष पर और 001 z अक्ष पर तो फिर से स्टोक्स थ्योरम हमें यहां S को लागू करने की आवश्यकता है सतह त्रिकोणीय सतह है और ये वे रेखाएँ हैं जो वक्र C हैं जो इस सतह की सीमा बनाती हैं तो यहाँ सीमा वक्र सिर्फ 3 लाइन है और यहाँ त्रिकोण सतह है तो हम पहले की गणना करते हैं और इसलिए दिया जाता है और फिर हमारे पास इस की तरह है इसलिए जब भी हमारे पास लाइन होती है तो केवल एक प्रत्यक्ष घटक वार सेटिंग काम करती है तो इस मामले में अब A B और फिर हमारे पास B D है और फिर हमारे पास D A 3 लाइनों पर 3 इंटीग्रल हैं इसलिए हम उनमें से प्रत्येक पर अलग से विचार करेंगे तो अब लाइन AB पर इसलिए अगर हम इस लाइन AB पर विचार करते हैं तो यह समीकरण होगा जो रैखिक के लिए t के बराबर होना चाहिए हमने वहां सिर्फ एक पैरामीटर t पेश किया इसका मतलब x 1 t y t और z 0 है और क्योंकि z घटक इस लाइन के साथ भिन्न नहीं है तो x 1 t y t इसका मतलब है और संबंधित t t 0 तो हम इस बिंदु A पर हैं क्योंकि100 और फिर t 1 हम इस बिंदु B पर हैं इसलिए यदि हम कहते हैं कि t 0 से 1 तक जाता है तो हम इस दिशा में जा रहे हैं इसलिए हम घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा लेंगे और फिर हमें निष्कर्ष की समानता के लिए सतह पर बाहरी सामान्य लेना होगा तो इस AB के साथ हम एकीकृत करेंगे हमारे पास ये पैरामीट्रिक समीकरण हैं हम उसे वहां रखेंगे तो x 1 t फिर dx dt दूसरे के बारे में चुकी यह z 0 इसलिए यह 0 हो जाएगा और तीसरा भी इस dz के कारण 0 हो जाएगा तो ये दोनों अब योगदान नहीं करेंगे केवल xdx हिस्सा योगदान देगा और हम कर सकते हैं हम इसे एकीकृत कर सकते हैं और इस सीमा को 0 से 1 तक रख सकते हैं मान आ रहा है अब दूसरी पंक्ति के लिए BD इसलिए हम BD के लिए इस समीकरण को फिर से लिख सकते हैं और यह अनुपात इस पैरामीट्रिक रूप को प्राप्त करने के लिए इस t के बराबर है तो इस मामले में x अलग अलग नहीं है आपके पास x 0 और y 1 t और z t है तो फिर से t 0 से 1 तक भिन्न होता है और हम घड़ी की दिशा के विपरीत में बढ़ रहे हैं तो इस इंटीग्रल को लिखना इस बार x 0 है इसलिए पहला योगदान नहीं करेगा लेकिन बाकी दो योगदान देंगे क्योंकि y और z बदल रहे हैं तो यहां हमारे पास z t के रूप में है इसलिए फिर हमारे पास y का वर्ग है तो हमारे पास है और फिर हमारे पास इस dz के लिए dt है तो बस इसलिए हम यह सरल कर सकते हैं तो यहां यह है वहाँ हम से प्राप्त करेंगे जो रद्द हो जाएगा तो हम 1 2 t प्राप्त करेंगे कि यह निष्कर्ष है और वह मान 0 होगा जब हम इसे एकीकृत करेंगे तो इस BD के साथ इंटीग्रल की वैल्यू 0 हैं इस AB के साथ वैल्यू 1 2 है और फिर तीसरी लाइन हम DA लाइन के रूप में विचार करेंगे तो इस DA रेखा के साथ यह y घटक तय किया गया है और यह x 0 से 1 तक भिन्न है तो हमारे पास t और z 1 t है यह इस लाइन का पैरामीटरीकरण है तो फिर से यह है इसलिए इस मामले में y 0 है यह चला गया है और dy के कारण क्योंकि यह भी इस y के कारण योगदान नहीं करेगा तो हमारे पास फिर से xdx है इसलिए x t और फिर dx भी dt होगा इसलिए अगर हम इसे एकीकृत करते हैं तो हमें मान 1 2 मिलेगा इसलिए हमने सभी 3 इंटीग्रल की गणना की है और इसलिए वैल्यू AB के साथ 1 2 थी BD के साथ यह 0 थी इस DA के साथ ये 1 2 है इसलिए यदि हम सभी 3 जोड़ते हैं तो इस वक्र इंटीग्रल को पूरा करने के लिए मान 0 के रूप में आ रहा है और अब सत्यापित करने के लिए हमें सतह त्रिभुज को एक प्लेन में प्रोजेक्ट करना होगा तो अगर हम इस xy प्लेन में करते हैं तो हमको त्रिकोण वहाँ मिल रहा है तो xy प्लेन में यदि आप पूरी सतह को प्रोजेक्ट करते हैं तो यह सिर्फ एक त्रिभुज होगा तो सिर्फ प्रदर्शन के लिए हम अब यहाँ उस त्रिकोण को ले लिया है तो इस त्रिभुज में यह बिंदु 10 है और फिर 01 वहाँ रहे हैं तो यह वह क्षेत्र है जहां हम उस सतह इंटीग्रल को एकीकृत करेंगे तो x अक्ष y अक्ष और सीधी रेखा AB से R घिरा हुआ है तो यह हमारा R है प्रक्षेपण R और इस R के लिए परपेंडिकुलर फिर से होने जा रहा है तो हमारे पास f x y z 1 है तो हम f इसे लेंगे और हम यूनिट सामान्य वेक्टर की गणना कर सकते हैं तो इसके लिए हमें की गणना करने की आवश्यकता है और सामान्य इकाई इसलिए हमें इसके मगनीटुडे से विभाजित करना होगा और हम को यह इस मगनीटुडे से विभाजित हो जाएंगे जो है इसलिए हमें इस कारक की गणना करने की आवश्यकता है जो सतह को इस क्षेत्र के इंटीग्रल में बदल देगा और इस कारक को हमने xy प्लेन पर प्रक्षेपण के कारण लिया है तदनुसार हम xz प्लेन या yz प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो यह यह सामान्य बदल जाएगा तो यहाँ हम इसे प्राप्त करेंगे जो हैं और फिर इस के साथ प्रोडक्ट जब हम इस के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यह सिर्फ 1 होगा तो हमारे पास यहाँ 1 है तो इसका मतलब है की यह है तो इस क्षेत्र की सतह से वह कारक अब होगा तो सभी तैयार है सतह इंटीग्रल के लिए हम को इस की जरूरत है हमें सामान्य वेक्टर की आवश्यकता है और हमारे पास वहां है इसलिए कर्ल की गणना करने की आवश्यकता है तो हमारे पास कर्ल है अब इस के साथ डॉट हम कर्ल की गणना कर सकते हैं इसलिए हम अब यहाँ गणना नहीं करने जा रहे हैं लेकिन यह होगा इस इकाई सामान्य सदिश के साथ कर्ल डॉट प्रोडक्ट और यह केवल इस घटकों के कारण आ रहा है तो कर्ल F डॉट n है हम इस z को बदल रहे हैं क्योंकि हम xy प्लेन पर एकीकरण करेंगे तो हम यहाँ z को 1 x y के रूप में बदल सकते हैं इसलिए वो 2y x 1 हो जाएगा तो हमारे पास यह है क्षेत्र R और फिर हम यह सतह इंटीग्रल कर सकते हैं तो सतह इंटीग्रल इस क्षेत्र इंटीग्रल में परिवर्तित हो जाएगा यह हैं जो हम यहां बता रहे हैं तो यह क्षेत्र इंटीग्रल है तो फिर हमें अब x और y की सीमा को खोजने की आवश्यकता है तो x की सीमा 0 से 1 तक है और फिर y हम अब प्रतिबंधित कर सकते हैं y 0 से इस 1 x तक होगा जो कि प्रक्षेपण के बाद उस रेखा x y 1 का समीकरण है तो यह अब सरल किया जा सकता है तो यह 2 y x 1 है कोई भी पहले y के संबंध में इस dy को एकीकृत कर सकते हैं नतीजा हम प्राप्त कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि यह वास्तव में 0 इंटीग्रैंट प्राप्त कर रहा है इसलिए हमें वास्तव में x के लिए कोई अंतराल करने की आवश्यकता नहीं है तो मान 0 है तो फिर से हमने सतह इंटीग्रल और क्षेत्र इंटीग्रल की गणना करके स्टोक्स थ्योरम का सत्यापन किया है तो यह आखिरी समस्या है जिसे आप स्टोक्स थ्योरम का उपयोग करके करना चाहते हैं तो दिया जाता है और S को कोन का हिस्सा बनने दें यहाँ कोन दिया गया है और हम पर ऊपर जा रहे हैं तो इस कोन पर सीमा यह होगी तो यह स्थिति है और हम इस वक्र इंटीग्रल या सतह इंटीग्रल का मूल्यांकन करना चाहते हैं जो भी आसान दिखाई देता है और आंतरिक सामान्य वेक्टर है तो यहां भी तय है तो यह एक सामान्य वेक्टर यहाँ खींचा गया है तो यह एक आंतरिक है बाहरी नहीं है तो यह कोन यहाँ है और अब हमें देखना होगा कि हम वक्र C के साथ किस दिशा में जाते हैं चाहे घड़ी की विरोधी दिशा में या घड़ी की दिशा में और ट्रिक वही है कि अगर हम इस तीर के साथ यहां खड़े हैं सिर ठीक सीढ़ी पर है तो हमें देखना होगा कि हम किस दिशा में चलते हैं ताकि सतह हमारे बाई ओर हो जाए तो स्वाभाविक रूप से हमें अपने बाएं हाथ की ओर सतह रखने के लिए इस दिशा में जाना होगा और इसलिए इंटीग्रल को इस वक्र सीमा पर घड़ी की विपरीत दिशा में किया जाना होगा तो वक्र यहाँ और प्लेन z 3 में है यह वक्र का समीकरण है तो इसे पैरामीटरीकृत किया जा सकता है x 3 cos t y 3 sin t z 3 हम अब पैरामीटरकरण क्यों कर रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से सतह इंटीग्रल अधिक शामिल होगा क्योंकि हमें की गणना करनी होगी फिर उस कारक जिसने तत्व को क्षेत्र तत्व में बदल दिया है और इसलिए प्रक्षेपण पर हमें सोचना होगा इसलिए निश्चित रूप से यह इस वक्र इंटीग्रल की तुलना में बहुत अधिक जटिल होने जा रहा है वक्र इंटीग्रल में हमारे पास वृत्त है हम x 3 cos t y 3 sin t z 3 इन पैरामीट्रिक समीकरणों को जानते हैं तो हम आसानी से इस वक्र इंटीग्रल की गणना कर सकते हैं और सतह इंटीग्रल मुश्किल लगता है तो आने पर हमारे पास यह है इसलिए पहले से ही यहां दिया गया है जो और फिर है तो यह डॉट प्रोडक्ट हम इस के साथ बना सकते हैं तो क्या था और डॉट प्रोडक्ट के साथ तो dx तो यहाँ dy होगा और dz एक घटक के साथ वहाँ होगा तो यह y dx x dy xyz dz वहाँ है इसलिए यह ठीक है हमारे पास यह इंटीग्रल है और पैरामीट्रिक समीकरण पहले से ही दिए गए हैं तो हम y 3 sin t स्थानापन्न कर सकते हैं और फिर dx 3 sin t dt तो यह माइनस माइनस समायोजित किया जाएगा तो हमारे पास वहाँ प्लस साइन है तो 3 sin t dt और इसी तरह यहां x 3 cos t और dy 3 cos t dt तीसरा जहां हमारे पास यह dz है यह 0 होने जा रहा है क्योंकि यह स्थिर है Z में कोई भिन्नता नहीं है तो यह होने के बाद हम अब इसे सरल बना सकते हैं इसलिए हमारे पास हैतो वो यानी जवाब है लेकिन यदि आप इस सतह इंटीग्रल पर गणना करना चाहते हैं तो यह इतना सरल नहीं होगा जैसा कि हमने इस वक्र इंटीग्रल को देखा है तो कभी कभी इस स्टोक्स थ्योरम का उपयोग वक्र इंटीग्रल से सतह इंटीग्रल के इस परिवर्तन के लिए किया जा सकता है यदि हम यहां सतह इंटीग्रल की गणना नहीं करना चाहते हैं तो हम इस वक्र इंटीग्रल का उपयोग करके इंटीग्रल मान प्राप्त कर सकते हैं तो ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग इस व्याख्या को तैयार करने के लिए किया गया है और निष्कर्ष निकालने के लिए हमने इस व्याख्यान में स्टोक्स थ्योरम पर चर्चा की है और जो कहता है कि इस के बराबर है यहां सबसे महत्वपूर्ण बात इस समानता में सामान्य की दिशा और इस वक्र की दिशा थी हमने जिस विचार पर चर्चा की है वह यह है कि अगर हम इस तीर के साथ वक्र पर खड़े हैं तो इस सामान्य शीर्ष के साथ साथ यह शीर्ष पर है और अगर हम वक्र की इस दिशा में चलते हैं तो सतह हमारे लिए छोड़ दी जानी चाहिए और फिर हमारे पास यह समानता होगी साइन के साथ कोई समस्या नहीं होगी अन्यथा एक साइन वहाँ इंटीग्रल में से एक में अलग होगा तो यह सब इस व्याख्यान के लिए है और मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं